सभी को नमस्कारआपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बल क्षेत्रों की मॉलिक्यूलरमैकेनिक की फिर हमने देखा विभिन्न प्रकार के बल क्षेत्रों को फिर हमने देखा उत्क्रमणीय खोज को और फिर कुछ संख्यात्मक तरीकों को भी जिससे हम अंतर समीकरणों का हल निकाल सके तो हम थोड़ा सा काम जारी रखेंगे इस संबंधपरक खोज पर क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती है आपको कैसे पता चलेगा कि अणु का अनुरूपण बराबर हैआपके न्यूनतम ऊर्जा से और जोकि हम पिछले कुछ कक्षाओंसे देख रहे हैं तो मूल रूप से आप विभिन्न स्थानों पर शुरू कर सकते हैं और आप समाप्त होंगे कुछ मिनीमा पर लेकिन यह एक स्थानीय मिनीमा है जबकि यह वैश्विक मिनीमा है तो आपने कहां से शुरू किया है उस पर आधारित है आप कहां खत्म करेंगे लेकिन आपका लक्ष्य है इस वैश्विक मिनीमा तक पहुंचना तो गठनात्मक खोज एक बड़ी चुनौती है छोटे अणुओं के लिए यह है लेकिन बड़े अणुओं के लिए यह एक बड़ी समस्या हो जाती है और जैसा कि आप जानते हैं जैविक गतिविधि कभी कभी निर्भर करती है अनुरूपण पर जबकि यह जाता है एक्टिव साइट मैं और वहां बांधता है तो इसकीविभिन्न अनुरूपण होती है जो कि आधारित है बांडों के लचीलेपन पर तो विभिन्न प्रकार के गठनात्मक एल्गोरिदम हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप पहुँच चुके हैं एक न्यूनतम ऊर्जा तक मैने उल्लेख किया है कि आप देख सकते हैं ऊर्जा परिवर्तन को अथवा आप देख सकते हैं delta edelta के अनुरूपण परिवर्तन को लेकिन यह स्थानीय न्यूनतम तक पहुंचाएगा नाकिवैश्विक न्यूनतम तक लेकिन कुछ तरीके जिसका पालन किया जाता है यह ढूंढने के लिएकी आप पहुंच चुके हैं वैश्विक स्तर पर शुरू करने के लिए विभिन्न शुरुआती अनुरूपण को उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं शुरू करता हूं 1 से मैं समाप्त हो सकता हूं एक न्यूनतम पर जो कि वैश्विक नहीं है परंतु स्थानीय है फिर मैं शुरू करूंगा 2 से मैं इससेभी बहुत नीचे जाऊंगा फिर मैं शुरू करूंगा 3 से जो यहां जा सकता है मैं शुरू कर सकता हूं 4 से जो यहां जा सकता है तो शुरुआत करते हैंविभिन्न अनुरूपण के साथ और फिर न्यूनतम रखें और फिर इस न्यूनतम के न्यूनतम को देखें और इसे हम कहते हैं वैश्विक न्यूनतम जो कि शुरू है विभिन्न शुरुआती अनुरूपण से आप व्यवस्थित खोज भी कर सकते हैं इसका मतलब आप बॉन्ड की लंबाई बॉन्ड का कोण मरोड़ को बहुत व्यवस्थित रखकर ऊर्जा की गणना कररहे हैं लेकिन यह बहुत समय लेने वाला है क्योंकि कल्पना करें जब आपके पास 10 बॉन्ड और 20 कोण और 30 torsions हैं यह लगभग सत्ता में वृद्धि की तरह होगा अन्य तरीका कहलाता है सिम्युलेटेड एनेलिंग जिसकामतलब आप अणु को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं क्योंकि अणु में ऊर्जा होती है यह बहुत सारे अनुरूपताएं लेता है और उम्मीद है कि जब आप उन अनुरूपताओं को कम करेंगे तो यह हो जाएगा वैश्विक न्यूनतम और फिर अन्य तरीका है मॉलिक्यूलर डायनेमिक जिसके द्वारा हम अनुरूपण प्राप्त कर सकते हैं हम उनमें से कुछ को देखेंगे थोड़ा और विस्तार से तो मुख्य चुनौतीयहां है वैश्विक न्यूनतम तक पहुंचने की ना कि स्थानीय न्यूनतम तक यही मुख्य चुनौती है उदाहरण के लिए अगर आपदेखें ब्यूटेन को ब्यूटेन जैसा कि आप जानते हैं कि C4 है और यह इस प्रकार का अनुरूपणलेगा अथवा यह इस प्रकार का अनुरूपणलेगा इसका मतलब है यहाँबॉन्ड चिपका हुआ हैं कागज के बाहर जबकि यहाँबांड कागज के अंदर की ओर है तो लेकिन फिर भी यहां ऊर्जा में केवल कम परिवर्तन है 09 किलो कैलोरी तो आप यह कह नहीं सकते कि 100 न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण है हमारे पास अनुपात होगा क्योंकि परिवर्तन कम है देखो विकल्प के रूप में जैसे cyclohexanes यह विकल्प है cyclohexane का और cyclohexane जैसा कि आप जानते हैं कुर्सी अनुरूप या नाव और यह सब हो सकते है सब्सीट्यूएंट या तो भूमध्यवर्ती है अथवा यह एक अक्षीयहै तो यह ऐसा हो सकता है अथवा ऐसा Cis decalin को देखेंजैसा किdecalin नाम से जाना जाता है 10 तो हमारे पास 12345678910 हैं तो आपके पास एक बंद रिंग है दुसरा बंद रिंग है तो यह 2विभिन्न अनुरूपताएं इस तरह और इस तरह ले सकता है तो अगर आप देखें cyclohexanes को हम सभी नेपड़ा है कि यह कुर्सीका रूपअथवा नाव का रूप ले सकता है ठीक अगर आप मोनोसब्सीट्यूट cyclohexanes कोदेखें तो रिंग फ़्लिपिंग प्रति 104 से 105 सेकंड व्युत्क्रम के क्रम की है तो यह जल्दी बदल सकता है और यह मुफ्त ऊर्जा है y अक्ष परतो आधी कुर्ती का होगा यह पूर्ण कुर्सी का है फिर से आधी कुर्सी का है यह फिर से कुर्सी है तो यह इस तरह और इस तरह से फ़्लिपिंग हो सकता है यह लिया गया है इस विशेष संदर्भ से तो जैसा कि मैंने पहलेकहां था ऊर्जा में परिवर्तन केवल 09 किलो कैलोरी है तो वास्तव में यह बड़ी बात नहीं है तो यह हमारे लिए बड़ी बात नहीं है तो जैसा कि मैंने पहलेकहां था हम देख सकते हैंमार्विन के स्केच को और जैसा कि हमें भी मिल सकता है उदाहरण के लिए यह cyclohexane है और विकल्प है cyclohexane का तो हमयह कह सकते हैं 3डी में साफ तो हमारे पास 3 डी संस्करण है इसका और जैसा कि आप जानते हैं तो यह इसके लिए है और हम इसे ऐसे देख सकते हैं तो यह न्यूनतम ऊर्जाअनुरूपण नहीं है तोहम देख सकते हैं मार्विन के स्केच को जैसा कि आप जानते हैंयहांहम देख सकते हैंइसको विभिन्न रूपों में जो मैंने पहलेही बताया था तो यह हो सकता है एक वायरफ्रेम प्रकार के रूप में और छड़ीके रूप में अब हम कुछ गणनाओं कोदेखेंगे हम देख सकते हैं अनुरूपण को हम कह सकते हैं विभिन्न कन्फर्मर्स तो मैं देखना चाहता हूं 10 कंफर्मर्सको यहां इसे देखें तो यह आपको विभिन्न अनुरूपण देगा इस प्रतिस्थापित cyclohexane का तो यह है 975 तो यह बहुत बहुत अलग है तोइसे भूल जाओ यह है 742 इसे प्रतिस्थापित किया गया है यह है 805 इस अनुरूपण को देखो जैसा कि आप देख सकते हैंयह अच्छी दिखने वाली कुर्सी है तो यह आपको विभिन्न अनुरूपताओं को देता है अणु के इसे देखो यह है 27 तो निश्चित रूप से बहुत उच्च ऊर्जा जबकि इस अनुरूपण को देखो 209 यहअनुरूपण है 742 यह है 075अभी भी इससे कम तोआपको एक सुंदर चित्र यहां मिलता है इस पर तो बहुतसारे अनुरूप विभिन्न ऊर्जा के साथ तोअगर आप चाहते हैंहम सामान्य गणना करें MMFF ऊर्जा अनुकूलन सीमाकी तो हम एक सख्त अनुकूलन भी दे सकते हैं तो ऐसा करके हमदेखते हैं कि यह विशेष अनुरूपणकाफी कम है ऊर्जावान रूप से ऊर्जा है यह आपको देगा सबसे कम ऊर्जा जोकि 07 किलो कैलोरी है और यह विशेष रूप से आपको देगा उच्च ऊर्जा 83 किलो कैलोरी तो जैसा कि आपने देखा यह विरूपण है जबकिविरूपण यहाँ काफी कम है यहां विरूपण बहुत ज्यादा है जबकि यहां आप देख सकते हैं एक अच्छी सीस श्रृंखला हैं कार्बन जो यहां है इसी कारण से उर्जा काफी कम है 07 किलो कैलोरी तो आप इस सॉफ़्टवेयर से भी देख सकते हैं हमें विभिन्न अनुरूपण मिल सकता है यहां अणु के तो हम जा सकते हैं अनुरूपण में कंफर्मर्स में तो हम देख सकते हैं 13 किलो कैलोरी 135 13 तो उनमें से कुछ अच्छे हैं और 14 हैं तोहमें विभिन्न अनुरूपण मिलता हैं लेकिन उनमें सेज्यादातरइन अनुरूपनो मेंबहुत कम अंतर हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर ऊर्जा को कम करने की कोशिश करता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण है अनुरूपण की आबादी बोल्ट्जमैन वितरण के अनुसार हैं जैसे कि उनकी आपेक्षिक आबादी आनुपातिक हैं e GRT के तोयह ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण मिले उदाहरण के लिए ब्यूटेन आपको दोनों एंटी और गौचे मिलेंगे 7030 के अनुपात में क्योंकि उनका वितरण आधारित है e GRT पर बहुत से मामलों में सबसे कम ऊर्जा अनुरूपण में प्रतिक्रिया करने वाली अनुरूपण नहीं है तो जैविक प्रतिक्रिया के लिए निम्नतम ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और एक नियम हैजिसको कहते Curtin Hammett सिद्धांत हमइसे देखेंगे तो महत्वपूर्ण है जानना सभी अनुरूपण कोजोकि कुछ किलो कलरीज के भीतर हैं जैसे मैंने आपको इस उदाहरणों में दिखाया है तो केवल न्यूनतम ऊर्जा के साथ न जाएं और न ही रुकें हम देखेंगे अनुरूपणको अथवा 2 किलोकैलोरीपर उन सभी अनुरूपणको देखेंगेक्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अनुरूपण आबादी वाले हैं इस विशेष वितरण के अनुसार तो ऊर्जाज्यादा है हमारे पास कम हैं लेकिन फिर भी आप कुछ पाएंगे अगर ऊर्जा कम है तो आपको इसे और ज्यादा मिलेगा उदाहरण के लिए ब्यूटेन आपना केवल न्यूनतम ऊर्जा पाएंगे बल्कि आपदूसरा भी पाएंगे लेकिन अनुपात अलग होगा अब यह Curtin Hammettसिद्धांत क्या है यह क्या कहते हैं प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती या अभिकर्मकों की एक जोड़ी होती है जो तेजी से परस्पर जुड़ती है तो अगर आपके पास हैजैसे A B दो विभिन्न अनुरूपण तो यह उन 2 अनुरूपताओं के बीच बहुत तेजी से जुड़ते हैं क्योंकि ऊर्जाएं जोकि conformational isomers हैं ऊर्जाएं बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं प्रत्येक उत्पाद के लिए अपरिवर्तनीय रूप से जा रहा है तो यह जल्दी से स्थानांतरितहोते हैं एक अनुरूपण से दूसरे में लेकिन फिर वे उत्पाद में जाते हैं

तो उत्पाद का अनुपातनिर्भर करता है दोनों ऊर्जा के अंतर पर जोकि 2 कंफर्मर्स पर और ऊर्जा अवरोधकों जोकि तेजी से equilibrating isomers पर तो अगर मेरे पास एक विशेष अनुपात है तो ऐसा नहीं है कि मुझे समान अनुपात मिलेगा उत्पाद के लेकिन यह निर्भर करेगा ऊर्जा के अंतर के बीच की 2 transition states पर तो उत्पाद वितरण जरूरी नहीं कि 2 मध्यवर्ती के संतुलन वितरण को प्रतिबिंबित करेगा याद रखें तो 2 कंफर्टर्स तेजी से आपस में जुड़ जाते हैं बहुत कम अंतर होता है इस ऊर्जा मेंऔर फिरयह चले जाते हैं उत्पाद में जो कि अपरिवर्तनीय है क्योंकि वे संतुलन में तेजी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं उत्पाद वितरणआधारित है ऊर्जाके अंतरमेंजोकिनिर्भर करता है दर सीमित वाले 2 transition states पर तो एक तरीका ऐसा है जैसे मैंने कहा व्यवस्थित खोज विधि अनुरूपता की व्यवस्थित पीढ़ी तो वहाँ का पता लगानेके लिए अनुरूपण की जगह बताएगा मरोड़ कोणों रोटेटेबल बॉन्ड्स के लिए discrete मान और वह सब यह इतना आसान नहीं है अणु के महत्वपूर्ण बांडोंको घुमाया जाता है नई संरचना उत्पन्न करने के लिए फिरपरिणामस्वरूप संरचना को कम किया जाता है उदाहरण के लिए ब्यूटेन में केवल एक प्रमुख बॉन्ड है जो घुमा है तो यह 3 कंफर्टर्स देगा पेंटेन में 2 मुख्य बॉन्ड हैं पेंटेन मतलब C5 12345 पेंटेन तो पेंटेन में 2 मुख्य बॉन्ड हैं तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड पेंटेन में 2 प्रमुख बॉन्ड हैं जबकि अगर आप ब्यूटेन को देखें तो इसमें केवल एक प्रमुख बॉन्ड है उदाहरण के लिए ब्यूटेन यह एकमात्र एक प्रमुख बॉन्ड है ब्यूटेन का जोकि घूम सकता है पेंटेन में यह बॉन्ड है और यह बॉन्ड है 2 प्रमुख बॉन्ड हैजोकि घूमता है तो पेंटेन के मामले में आपके पास 9 कंफर्मर्स हैं हेक्सेन के पास 3 प्रमुख बॉन्ड हैं आइए हम हेक्सेन को देखते हैं 3456 तो हेक्सेन के पास 3 प्रमुख बॉन्ड हैं 123 तो हमारे पास 27 कंफर्मर्स है Tridecane यानी C13 डिकेन है 10 Tridecane C13 जो आपको देगा 59049 कंफर्मर्स तो आप देख सकते हैं कि यह इतना आसान नहीं हैयहां बहुत सारे रोटेटेबल बॉन्ड हैंजैसे कार्बन संख्या बढ़ती जा रही है तो आपको देखना पड़ सकता हैबहुत सारे अनुरूपनो को जैसा कि आप देख सकते हैं ब्यूटेन से पेंटेन से हेक्सेन से tridecane तक अनुरूपण की संख्या तेजी से बढ़ती है फिर आपके पास है अनियमित खोज जो एक अन्यतरीका है यह स्थानांतरित कर सकता है 1 क्षेत्र की जगह से असंबद्ध नए क्षेत्रतक एक ही स्टेप में तो आप निरुद्देश्यता से चीजों को बदलते हैं आप Cartesian निर्देशांकको बदल सकते हैं Cartesian निर्देशांक कामतलब x y z या रोटेटेबल बॉन्ड्स का मरोड़ कोण आप जाएं अन्य तरीके पर जो कि कहलाता है मोंटे कार्लो खोज यह आधारित है सांख्यिकीय यांत्रिकी पर फिर हमारे पास आनुवंशिक एल्गोरिथ्म है इन्हें कहा जाता है GA वर्ग अनुकूलन पद्धति का एक वर्ग जो डार्विन के विकास पर आधारित है तो एक बड़े पैमाने का अनुकूलन एल्गोरिथ्म नकल करता है उत्पन्न आबादी में एक जैविक विकास की तो आप इस अनुरूपण की आबादी को देखें फिर आप उन आबादी को देखें अनुकूलन की गणना की जाती है औरनई आबादी बनाई जाती है ऑपरेटर क्रॉसओवर म्यूटेशन के अनुसार तो हम जारी रखते हैं आप देखते हैं अनुरूपण के एक सेट को आप उनको ले जो अच्छे दिखते हैं फिर उनमें से हटाते हैं जो अच्छे नहीं लगते तो यह लगभग विकास की तरह है और फिर आगे बढ़ें यही जेनेटिक कहलाता है विभिन्न विविधताएँ हैं आनुवंशिक एल्गोरिथ्म में भी एक बार जब हम अनुरूपण करते हैं हमें यह जानना होगा कि क्या अणु ने इसे प्राप्त किया है क्या भविष्यवाणी है वास्तविकताओं में जैसा कि मैंने उल्लेख किया था X ray एक बहुत अच्छी तकनीक है यह आपको अणु के निर्देशांक देता है तो हम जांच कर सक्ते है कि क्या अनुरूपणमेल खाता है इलेक्ट्रॉन विवर्तन रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी Ultraviolet स्पेक्ट्रोस्कोपी IR NMR माइक्रोवेव Photoelectron सुपरसोनिक आणविक जेट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिकल रोटरी Dispersion क्वांटम यांत्रिकी आदि और क्वांटम यांत्रिकी सैद्धांतिक तरीका है तो इतने सारे प्रयोगात्मक तरीके हैं जो आपको कार्यात्मक समूहों के स्थान कार्बन के स्थान विभिन्न परमाणुओं के स्थान के बारे में योजना देते हैं और फिर आप भविष्यवाणियों की जांच करते हैं वास्तविकता के साथ तो इतने सारे विभिन्न तरीके प्रायोगिक तरीके और निश्चित रूप से यह एक क्वांटम यांत्रिकी है यह सैद्धांतिक तरीका है तोजांच करने के लिए आप न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण तक पहुंचेंगे जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कई मामलों में न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण जैविक सक्रिय अनुरूपण नहीं है और यह वास्तविक अनुरूपण नहीं हो सकता है जब अणु जाता है और सक्रिय पक्ष को बांधता है तो आप हमेशा उन अनुरूपण को देखने की कोशिश करते हैं जो न्यूनतम ऊर्जा के करीब हैं एक और तरीकाजिसका उपयोग किया जा सकता है वहमॉलिक्यूलरडायनेमिक है तो आप क्या करते हैंमॉलिक्यूलर डायनेमिक में हमें इसकी आवश्यकता है मूल रूप से आप इस समीकरण को हल कर रहे हैं यह न्यूटन का दूसरा नियम है d square x dt square बल द्वारा विभाजित m बल ma आपने बहुत समय पहले अध्ययन किया होगा यह acceleration है तो यदि आप इस समीकरण को एकीकृत करते हैं तो आप निश्चित समय बिंदु पर एक निर्देशांक के एक सेट से नए निर्देशांक प्राप्तकरते हैं और एक बल दिया और एक द्रव्यमान दिया जा सकता है तो आप इस विशेष समीकरण को हल करके समय कार्य के रूप में सिस्टम के अनुरूपण कि सुधार करते हैं तो यह एक प्रक्षेपवक्र देगा जो निर्दिष्ट करता है सिस्टम में कण की स्थिति और वेग समय के साथ कैसे भिन्न होते हैं आप हल करते हैं आप निर्देशांक जानते हैं xi जो कि समय i पर है तो जब आप ti delta t करते हैं तो आपको मिलेगा एक नया xi delta t वास्तव में तो आप मूल रूप से न्यूटन के गति के नियम को हल कर रहे हैं 3 प्रकार की समस्याएं टक्करों के बीच प्रत्येक कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है कण निरंतर बल का अनुभव करता है टकरावों के बीच जो एक समान विद्युत क्षेत्र में घूमते हुए कण होते है तो एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वे समान रूप से बल अनुभव करते हैं जबकि पहला ऐसा है जो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वे टकराते नहीं कण पर बल निर्भर करता है अन्य कणों से संबंधित स्थिति पर तो आकर्षण व्याख्याएं आदि हो सकते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो तब हो सकती हैं जब आप मॉलिक्यूलर डायनेमिककरते हैं तो आप क्या करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि एकीकरण कई छोटे हिस्से में टूटेगा प्रत्येक एक निश्चित समय delta t द्वारा समय में अलग होगा मूल रूप से यह एक संख्यात्मक एकीकरण है समय t में विन्यास में प्रत्येक कण पर कुल बल की गणना एक वेक्टर के रूप में की जाती है अन्य कणों के साथ इसकी कुछ परस्पर क्रियाफिर बल से हम निर्धारित कर सकते हैं accelerations की फिर हमें मिलता है स्थितियां और वेग t delta t पर वास्तव में क्या करती है मॉलिक्यूलर डायनेमिक बल को स्थिर माना जाता हैइस समय स्टेप पर आप यह नहीं मान सकते कि इस समय स्टेप पर delta t बल बदल जाता है जो वास्तव में पूरे मुद्दे को जटिल करता है फिर आप कण के बल का निर्धारण करते हैं नई स्थिति में तो आप फिर सेगणना करते हैं t 2 delta t की 2 delta t पर वेगों की भी हम गणना करते हैं t 2 delta t पर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर डायनेमिक मूल रूप से आणविक गति है और शुरुआत होता है t t0 से आप सिमुलेशन चलाते हैं कुछ पिको सेकंड के लिए और फिर अणु के निर्देशांक के नए सेट की गणना करते हैं तो सभी एल्गोरिदम यह मानते हैं कि स्थिति और डायनेमिक गुण जो कि वेग acceleration आदि हैं अनुमानित किया जा सकता है टेलर श्रृंखला से क्योंकि जैसा कि मैंने कहां था कि अंतर समीकरण हल करना मूल रूप से टेलर श्रृंखला का विस्तार है तो एक बार जब आप सभी अणुओं को एक साथ लाते हैं तो हम इन अणुओं को संतुलित करते हैं ताकि वे ओवरलैपिंग न हों परमाणु ओवरलैप ना करें वे वास्तव में निश्चित रूप से कुछ दूरी पर रहे तो यही करने की कोशिश करते हैं हम मॉलिक्यूलर डायनेमिकस में तो ये विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं जोकि भविष्यवाणी करनेके लिए अथवा बताने के लिएहै कि आप अणु के न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपणतक पहुँच चुके हैं तो व्यवस्थित खोज विधि फिर निश्चित रूप से समस्या बहुत कठिन हो जाती है जैसे रोटेटेबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती है अनियमित खोज आप अनियमित रूप से यहां जाते हैं यहां वहां और फिर देखने की कोशिश करते हैं यहां वहां से मेरा मतलब है कि आप विभिन्न अनुरूपण प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि ऊर्जा दिखती हैMonte Carlo पद्धति की तरह जोकि आधारित है सांख्यिकीय मैकेनिक्स पर आनुवंशिक एल्गोरिथ्म विधि आधारित है उन अनुरूपण को चुनने पर जो अनुकूल हैं अस्वीकार और फिर अनुरूपण के नए सेटपर लगभग विकास की तरह एकनए अनुरूपण के सेट के साथ आने वाले आबादीनिर्भर करती है पुराने अनुरूपण के सेटपर फिर निश्चित रूप से हमारे पासमॉलिक्यूलर डायनेमिकस तरीका है जहां हम शुरू करते हैं एक अनुरूपण से साथ t0 पर और फिर आप हल करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम को बल ma जो acceleration है जोकि d square xdt square है जहां x निर्देशांक है प्रत्येक परमाणु का और आप जाते हैं एक टाइम स्टेप t0 से t0 delta t t 0 2 delta t आदि तक और फिर गणनाकरते हैं नए पदों की समीकरणों को हल करके ताकि परमाणु समय के कार्य के रूप में आगे बढ़ें तो उन पर निरंतर बल दिया जा सकता है उदाहरण के लिए एक निरंतर विद्युत क्षेत्र मेंअगर परमाणुए चार्ज हैअथवा कोई भी बल नहीं लग रहा है जब वह टकरा नहीं रहे जब वे निश्चित रूप से टकरा रहे हैं क्योंकि टक्कर में कुछ बल होते हैं तो आपहल करना जारी रखते हैं इस संख्यात्मक अंतर समीकरण को एक समय बिंदु से दूसरे समय बिंदु और आदि तक तो जब आप बड़े समय के स्टेप में जाना शुरू करते हैं तो अणु विभिन्न अनुरूपण लेती है जो बहुत ही नया हैं और फिर आप उन अनुरूपण को देखते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप वहां से ऊर्जा को कम करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या यह न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण तक पहुंच गया है तो ये विभिन्न तरीके हैं जिनके उपयोग करके आपपहुंच सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण तक और जैसा कि मैंने कहा न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण की आवश्यकता नहीं है जैविक प्रणाली की प्रतिक्रिया में और कभी कभी जैसे मैंने कई उदाहरण मैं दिखाया है कि अधिकांश न्यूनतम ऊर्जा प्रणाली और न्यूनतम ऊर्जा के करीब के बीच का अनुरूपण अधिक नहीं हो सकता है तो आप विभिन्न अनुरूपण वाले अणुओं को पाएंगे बोल्ट्जमैन समीकरण e power GRT पर तो वितरण उसी क्रम में होगा तो अणु के अनुरूपण को देखना हमेशा अच्छा होता है जो कि न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपण से थोड़ा ऊपर होता हैं तो इसके साथ हम आणविक यांत्रिकी बल क्षेत्रोंका विषय पूरा करते हैं तो क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है हमने इस पर बहुत समय दीया था और जैसा कि मैंने आपको एक मुफ्त सॉफ्टवेयर दिखाया था जो आपको ऑर्गेनिक अणुओं की संरचनाओं अथवाहम संरचनाओं का आयात कर सकते हैं उदाहरण के लिए SWISSADME अथवा ZINCसे और फिर हम ऊर्जा को कम कर सकते हैं यह केवल एक या 2 बल क्षेत्रों के जोड़े को मिला है लेकिन यदि आप अन्य सॉफ्टवेयर्स को देखें तो आपको अधिक बल क्षेत्र मिल सकते हैं तो हम अनुरूपण को देख सकते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत से गुण की गणना कर सकते हैं तो इसके साथ ही हमरुकेंगे और अगली कक्षा में हम क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए